डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह के 5 व्याख्यानो में हमने रिलेशनल डेटाबेस के डिजाइन के बारे में चर्चा की हमने इसके पहलुओं को गहराई से देखा और अब हम इसके मुख्य विषय में चलते हैं इसमें यदि मेरे पास एक रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन उपलब्ध हो और उसमें किसी प्रकार का डाटा हो तब हम ऐसी एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे जहां उपयोगकर्ता इस डेटाबेस से प्रश्न कर सके अपने प्रश्नों के उत्तर पा सके या फिर नया डाटा इस डेटाबेस में डाल सके या उपलब्ध डाटा को हटा सके आदि इसीलिए हम इस क्रम में वेब डिजाइन की मूलभूत तकनीकों से अवगत होंगे और मुख्यतया सर्वलेट्स के बारे में जानेंगे हम इन तीन विषयों पर चर्चा करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एवं यूजर इंटरफेस से शुरुआत करेंगे तो स्थिति ऐसी है कि अपने पास एक रिलेशनल डेटाबेस का डिजाइन है जिसमें आवश्यक डेटा उपलब्ध है लेकिन उपयोगकर्ता डेटाबेस का उपयोग एसक्यूएल जैसी भाषाओं द्वारा नहीं करता है क्योंकि एसक्यूएल बहुत उपयोगकर्ता मुखी भाषा नहीं है और इसको उस तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा सकता जिस तरह से हम आशा करते हैं सामान्यतया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम उपयोगकर्ता और डेटाबेस के बीच में एक मध्यवर्ती का काम करता है अक्सर इसे 3 परतो में बांटा जाता है जिसमें फ्रंट एंड यह तीनों परत है तो दाएं और मैंने इन तीन परतों को दिखाया है जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे क्योंकि यह तो एक प्रतिनिधि चित्र है फ्रंट एंड एक यूजर इंटरफेस है जिसे प्रस्तुति परत भी कहा जाता है यह एप्लीकेशन का वह भाग है जहां पर उपयोगकर्ता को दिखाई देने वाले जी यू आई फॉर्म और डाटा को इनपुट करने व आउटपुट लेने के अलग अलग तरीके होते हैं यह परत उपयोगकर्ता से सीधे संवाद में रहती है अब हमारे पास मध्य परत है जिसे बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन लेयर भी कहा जाता है जहां एप्लीकेशन का कार्यकारी हिस्सा आवश्यक गतिविधियां और वांछित व्यवहार कोड किए हुए रहते हैं यह एक प्रकार से फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का सेतु है बैकएंड डाटा तक पहुंच बनाने वाली परत है जहां स्थाई डाटा या जो हमने डेटाबेस बनाया था उपस्थित रहता है जोकि बहुत बड़े आकार में है और हमें उस पर पर्याप्त पहुंच की आवश्यकता है अब अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम 3 अवस्थाएं दिखा रहे हैं जोकि 60 के या 70 के दशक में जहां प्रथम डेटाबेस एप्लीकेशन बनना शुरू हुई थी तब डेटाबेस से इंटरेक्शन टर्मिनल के द्वारा होता था और वह सीधे मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते थे जहां डाटा या तो डायल अप फोन के द्वारा मिलता था या स्वयं के नेटवर्क द्वारा मिलता था और अगर हम 80 के दशक में चलें तो हमने देखा की लोकल एरिया नेटवर्क की उत्पत्ति के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर डेस्कटॉप इन डेटाबेस से लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से बात करते थे और उसके बाद जो आया उसे हम कहते हैं वेब युग जो की 1990 के बाद आया इसे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं जहां एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र पर आधारित है तो फ्रंट एंड जहां हम वास्तविकता में वेब ब्राउज़र के द्वारा वेब एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से इंटरनेट के द्वारा जुड़ते हैं और मुझे तुम्हें इस समय यह जरूर कहना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर कहते हैं जोकि कुछ संस्थानों के मध्य भी हो सकता है जिसे हम एक्स्ट्रानेट भी कहते हैं या फिर यह एक सिस्टम्स का समूह हो सकता है जोकि आपकी लैब में इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा जुड़े हैं या फिर एक सिंगल कंप्यूटर भी हो सकता है जहां सारी परतें एक साथ उपस्थित हैं लेकिन इंटरनेट का यहां मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल या उन तकनीकों से है जिनका उपयोग इस इंटरेक्शन को करने में होगा तो वेब इंटरफेस एक सर्वमान्य स्टैंडर्ड बन गया है जो हमें डेटाबेस का डिस्ट्रीब्यूटड एक्सेस देता है जिससे कि बहुत सारे उपयोगकर्ता एक साथ एक्सेस कर सकते हैं इससे हमें किसी भी अलग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है बल्कि हमें तो सिर्फ एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है हमने यह भी देखा कि आजकल हम कई तरह की एप्लीकेशंस को उपयोग में ला रहे हैं जोकि इसी प्रकार की हैं जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हवाई जहाज और रेल आरक्षण किराए पर कार लेना होटल बुक कराना और वेबमेल सिस्टम जहां हम अपने ई मेल को जीमेल या याहू मेल के अलग अलग इंटरफेस के द्वारा अपने आवश्यक डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और आज के प्रत्येक व्यवसायिक कार्य में ईआरपी सॉफ्टवेयर भी वेब आधारित है और यह एक सर्वमान्य स्टैंडर्ड बन गया है वेब इंटरफेस या फिर जिस इंटरफेस के बारे में हमने सोचा है पिछले 10 सालों से हम अपने मोबाइल फोन या टैबलेट से मोबाइल इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं मोबाइल इंटरफेस आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो में वेब एप्लीकेशन जैसे ही हैं फिर भी इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर है जिनकी हम अगले व्याख्यान चर्चा करेंगे जिस में मोबाइल एप्स की विशेष जरूरतों की चर्चा करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े और विस्तार से चर्चा करें कि इन वेब एप्लिकेशंस को कैसे बनाया जाए उससे पहले हमें अपने आपको वेब के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत कराना होगा हम इन्हें वेब के आधारभूत सिद्धांत कहेंगे तो वेब एक डिस्ट्रीब्यूटड सूचना तंत्र है जो कि हाइपर टेक्स्ट आधारित है हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट का कुछ हिस्सा हमारे पास होता है उसमें लिंक होते हैं जिससे हम अलग अलग डॉक्यूमेंट के कंटेंट से जुड़ सकते हैं जोकि अन्य जगहों पर स्थित अन्य सर्वर पर होते हैं अधिकतर वेब डाक्यूमेंट्स हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि html लैंग्वेज में बनाए जाते हैं इसके बारे में आप पहले से जानते हैं ऐसा मुझे लगता है उनमें टेक्स्ट के साथ साथ और भी दूसरे अवयव जैसे कि इमेजेस वीडियोज और अन्य विशेषताओं वाले टेक्स्ट जैसे कि फोंट कलर आदि होते हैं इसके अलावा कई रिक्त स्थान वाले फॉर्म्स होते हैं जिनमें डाटा भरा जा सके और सर्वर पर भेजा जा सके अब यह स्वाभाविक है कि जब हम वेब का उपयोग करते हैं तो हमें दूसरे साधनों का या रिसोर्सेस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जोकि यूआरएल द्वारा किया जाता है यूआरएल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि हम किसी भी कंटेंट की निश्चित जगह को पहचान सकते हैं और इंगित कर सकते हैं इसीलिए अब मैं आपको ऐसे ही यूआरएल का एक उदाहरण दिखाऊंगा मुझे लगता है आप भी यूआरएल जानते होंगे हम इसके भिन्न भिन्न अवयवों को देखेंगे पहला अवयव एचटीटीपी कहा जाता है जो हमें अलग अलग टेक्स्ट को एक्सेस करने देता है इस यूआरएल में दूसरा अवयव अद्वितीय या यूनिक होता है उन चर्चाओं में अभी नहीं जाएंगे लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इतना समझना पर्याप्त है की डब्लू डब्लू डब्लू बिंदु एसीएम बिंदु ओ आर जी एक अद्वितीय रूप से किसी भी विशेष मशीन को इंटरनेट पर पहचान दिलाता है इसके अंतिम हिस्से में बाकी के बचे और हिस्से हो सकते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट को उस मशीन के भीतर पहचानते हैं यूआरएल को कई और तरीकों से भी उपयोग में लाया जा सकता है उदाहरण के लिए मैं यूआरएल का उपयोग मेरी मशीन पर किसी फाइल को पहचानने में भी कर सकता हूं मैंने एक ए वी आई पर सी ड्राइव में है यह मैंने यूआरएल को उपयोग में लाकर किया है लेकिन यहां पर प्रोटोकॉल एचटीटीपी नहीं है बल्कि फाइल है जोकि वास्तविकता में मेरी मशीन पर ही उपलब्ध है तो मैंने 2 तरीके बताए हैं जिनको आप इन दोनों फॉर्म्स में देखेंगे अगर आप दूसरे फोर्म को देखें तो आसानी से समझ जाएंगे जिस मशीन को ढूंढ रहे हैं वह लोकलहोस्ट के नाम से जानी जाती है और पहले फॉर्म में वह हिस्सा रिक्त है क्योंकि यह मशीन वही है जहां पर मैं यह कोड चला रहा हूं बाकी सब समान है हम बस एक डॉक्यूमेंट को इस मशीन पर ढूंढ रहे हैं उसी प्रकार से यह यु आर एल एक आखरी उदाहरण है जहां पर आप देख सकते हैं की डब्लू डब्लू डब्लू बिंदु गूगल बिंदु कॉम एक मशीन है जहां मैं यूआरएल डाल रहा हूं उसके बाद यह सर्च करता है वास्तविकता में इसे एक डॉक्यूमेंट पर ले जाता है जहां मैं इसे ढूंढने के लिए कहता हूं इस फॉर्म के पैरामीटर q बराबर silberschatz है जोकि मैं googlecom से ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां silberschatz उपलब्ध है तो यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल का आधारभूत लक्ष्य है जिसको आपने यू आर आई जैसे नामों से भी सुना होगा वैसे यह सब संबंधित है पर उनके बीच में छोटे छोटे भेद हैं जोकि इस विन डायग्राम मैं बताए गए हैं एक यु आर आई एक यूआरएल हो सकता है एक यु आर एन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है यू आर एन एक व्यक्ति के नाम के जैसे हैं जिससे कि आप यूनिवर्सल रिसोर्स नेम पहचानते हैं जबकि यूआरएल उस व्यक्ति के घर के पते जैसा है इसी प्रकार से यूआरएन बताता है कि कंटेंट का नाम क्या है और यूआरएल कहता है कि वह कहां मिलेगा यू आर आई सामान्यतया दोनों में से एक नाम या पता या फिर दोनों हो सकता है इस चर्चा में हम यू आर एल नाम का ही प्रयोग करेंगे मैं तो बस आपको यह अवगत कराना चाहता था कि बाकी 2 शब्दों का अर्थ क्या है यदि आप कभी उन्हें देखें अब तक हम यह जान पाए हैं की एचटीएमएल हमें हाइपरटेक्स्ट लिंक इमेजेस और अन्य चीजों को फॉर्मेट करने देता है और एचटीटीपी हमें प्रोटोकॉल देता है जिससे कि हम इंटरनेट पर कंटेंट को अलग अलग मशीनों के बीच आदान प्रदान कर सकते हैं आप उपलब्ध विकल्पों में से चयन कर सकते हैं जैसे कि एचटीएमएल पॉपअप मेनू आदि आदि आप टेक्स्ट बॉक्स में निर्धारित मान भर सकते हैं और एक बार फॉर्म को भरने के बाद उसे सर्वर पर देख सकते हैं जहां से यह खाली फॉर्म आया था सर्वर इस पर काम करेगा एचटीटीपी इस आदान प्रदान में सहायता करता है यहां पर मैं तुम्हें उदाहरण के लिए एचटीएमएल कोड दिखा रहा हूं जिसके प्रभाव की चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे यदि आप यहां देखें तो आप पाएंगे कि इनको टैग के नाम से जाना जाता है जिनका नोटेशन इस प्रकार होता है यहां पर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है एवं इनका एक दूसरे से मिलान जरूरी है आप देखेंगे की ओपनिंग कोणीय कोष्टक में लिखा है और क्लोजिंग समान टैग के नाम से है लेकिन आप एक फॉरवर्ड नाम के आगे लगाते हैं फिर इन ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप और भी टैग भीतर ही भीतर लिख सकते हैं यहां यह कहता है कि मेरे पास एचटीएमएल कोड है जिसमें बॉडी है इसमें बॉडी यहां तक है और फिर हम कह रहे हैं कि यहां एक टेबल है तो यह एक टेबल है जिसे आप देख सकते हैं फिर यह यह भी कहता है की यह एक फॉर्म है यह फॉर्म आप टेबल के भीतर देख सकते हैं यह कह रहा है कि यह एक आईडी है यह नाम है यह एक विभाग की पहली रॉ है आप देख सकते हैं आईडी यहां हैं नाम यहां हैं और डिपार्टमेंट यहां है इसी प्रकार से अगली लाइन में यह कह रहा है 00128 जांग कंप्यूटरसाइंस इस प्रकार से आप एचटीएमएल में विविध डाटा दे सकते हैं जो कि वेब ब्राउज़र द्वारा दिखाए जाएंगे और आप इस प्रकार की टेबल देखेंगे उसी प्रकार से मैं आपको एक फॉर्म का उदाहरण दिखा रहा हूं जो डाटा भरने में काम आता है हम कह रहे हैं यहां एक ड्रॉपडाउन है और विकल्पों के तौर पर लिखा गया है पहला विकल्प स्टूडेंट है तो यहां पर नाम है और यहां पर इनपुट किए जाने योग्य टेक्स्ट बॉक्स है जहां पर आप कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लंबाई 20 है डाल सकते हो एक बार यह हो जाने के बाद आप के पास इनपुट है और फिर सबमिट बटन यहां हैं जिससे फॉर्म जमा हो जाएगा और वेब सर्वर के पास पहुंच जाएगा जहां से यह आया था तो यह एचटीएमएल की आधारभूत प्रक्रिया है आप इसके बारे में थोड़ा और जान सकते हैं इससे अवगत हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट का नाम एक यूआरएल में एक प्रोग्राम को पहचान सकता है जो कि अन्य एचटीएमएल को जनरेट करता है इसीलिए एचटीएमएल इसी वेब सर्वर में यूआरएल में हो सकती है जिसे स्टैटिक एचटीएमएल कहा जाता है या आपके पास एक प्रोग्राम हो सकता है जो आपकी रिक्वेस्ट पर एचटीएमएल उत्पादित करें उदाहरण के तौर पर जब आप गूगल पर गए और लिखा तब वास्तविकता में उस जगह पर कोई एचटीएमएल नहीं थी जिसमें इस खोज का या सर्च का परिणाम हो किंतु एक प्रोग्राम था जो फोन के इनपुट के आधार पर चलेगा और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का निर्माण करेगा जैसे ही एचटीएमएल बन जाएगी यह आपको आपके ब्राउज़र में मिल जाएगी यही आधारभूत प्रक्रिया है अगर आज आप एक नई सर्विस वेब पर चाहते हैं तो आपको केवल एक नया प्रोग्राम बनाना और इंस्टॉल करना होगा जोकि यह सर्विस देगा और इसी तरह से हम देखेंगे कि यह कितना आसान है और ब्राउज़र एक दिखने वाला ग्राफिकल इंटरफेस देगा हमारे पास अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जो इसी तरह के काम करती है जो लोकप्रियता से सीजीआई या कॉमन गेटवे इंटरफेस के नाम से जानी जाती थी लेकिन आज हमारे पास यह करने के कई अन्य तरीके हैं तो इस प्रकार से यह हमारी तीन आधारभूत परते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी यह सबसे सामान्य तरीका है एक एप्लीकेशन का यहां पर आपका फ्रंट एंड है यहां आपका ब्राउज़र है यह आपका नेटवर्क है यह एक सामान्य नेटवर्क में है पर यह इंटरनेट भी हो सकता है इंट्रानेट भी हो सकता है यह वेब सर्वर है जब आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर द्वारा ली जाती है सर्वर किसी तरीके से एचटीएमएल बनाता है जिसे वह ब्राउज़र के पास भेज देता है और इसी प्रकार से बातचीत चलती रहती है तो ब्राउज़र और वेब सर्वर दोनों को साथ में भी फ्रंट एंड कहा जाता है क्योंकि यह ऐसी प्रस्तुति देता है जिससे परिणाम और बातचीत आप तक आती है अगली परत एप्लीकेशन लेयर की है जहां पर बिजनेस लॉजिक जिसे आप कोड मे लिखते हैं और फिर आपके पास डाटा एक्सेस परत है या डेटाबेस सर्वर है फिर वास्तविक डिस्क है जहां पर सारा डाटा है तो यह परत एक है यह परत दो है एवं यह तीन है जो कि एक सामान्य तरीका है जिससे एक वेब एप्लीकेशन निर्मित की जाती है जहां हम यह तीन परतें पाते हैं अक्सर इन परतो की संख्या में कुछ भी जादुई नहीं है कुछ एप्लीकेशंस में यह ज्यादा भी हो सकती हैं और कुछ एप्लीकेशंस में एक ही परत में एक से ज्यादा कार्यप्रणाली होने पर कम परते भी हो सकती है उदाहरण के लिए एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर कार्यप्रणाली एक ही परत में होने पर हमारे पास दो ही कुल परते होंगी तो फ्रंट एंड और मिडल परत मिलाने के बाद दूसरी परत बैक एंड या डेटाबेस की होगी हम अक्सर ऐसा करना चाहेंगे उसके कारणों के लिए मैं आपको वापस से तीन परत आधारित प्रक्रिया दिखाता हूं अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि हमारे पास वेब सर्वर हैं और यह कनेक्शन है तो यह कनेक्शन क्या है और यह कनेक्शन क्या है क्या यह आवश्यक है कि उनको भौतिक रूप से एक ही सर्वर पर होना चाहिए या फिर यह अलग अलग सर्वर पर हो सकते हैं या फिर सर्वर लेन के द्वारा जुड़े हुए हो या फिर यह अलग अलग सर्वर हो और इंटरनेट से जुड़े हो यह सब संभावनाएं हैं और हम जिस भी तरीके से जोड़ते हैं हम एप्लीकेशन को उसी प्रकार लिखेंगे पर यह उस पर निर्भर नहीं करेगी कि हम किस प्रकार से जुड़ेंगे यह नेट के द्वारा जुड़ सकते हैं और उसी प्रकार लिखे जा सकते हैं यह भी हो सकता है कि वह लेन से जुड़े हो या फिर एक ही मशीन पर भी वह उसी भांति काम करेंगे अब एक बिंदु अपने मस्तिष्क में आता है कि क्या एचटीटीपी प्रोटोकोल संयोजन विहीन है यह बहुत बहुत विकट धारणा है और इसका अर्थ यह है कि एक बार मैं प्रोसेस को शुरू कर दूं तो मेरे पास यूआरएल है मैं उसे जमा करता हूं तो वह सर्वर के पास जाता है सर्वर एप्लीकेशन चलाता है और यदि यह स्थाई पेज है तो सर्वर उसे उठाता है और एचटीएमएल दे देता है इस प्रकार एचटीटीपी का चक्र पूरा होता है पर इस प्रकार से यह सब होता है और मैं जब वापस से इसी के आधार पर कुछ भरता हूं मैं जीमेल पर गया मैंने उसे सबमिट किया तो मुझे एक फॉर्म मिलता है जो मुझे अपना यूजर आईडी लॉग इन करने को कहता है मैं वह करता हूं और जमा करता हूं जब वह चला जाता है तो उसके पास हमारे पिछले आदान प्रदान की कोई स्मृति नहीं रहती है तो जब मेरा लॉगइन जमा हो जाता है और मुझे बैकऐंड में अधिकृत कर देता है तो मैं लॉग इन करने में सक्षम हो जाता हूं और मुझे प्रथम स्क्रीन दी जाती है जहां मेरे मेल बॉक्स की इनबॉक्स की स्क्रीन है और जैसे ही मुझे इनबॉक्स मेरे ब्राउज़र पर दिखता है तो वह वार्तालाप भी समाप्त हो जाता है यदि मैं किसी विशेष मेल को देखना चाहूं तो यह एक नया प्रश्न या क्वेरी होगा और यह पहले की क्वेरी से कुछ भी याद नहीं रखेगा यह संयोजन विहीनता स्वाभाविक तौर से कुछ चीजों को कठिन बना देती है आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा कि कई दूसरे कनेक्शन जो हम बनाते हैं उदाहरण के लिए अगर हम यूनिक्स नहीं कर दे परंतु एचटीटीपी में ऐसा नहीं होता है यह संयोजनविहीनता हर बार होती है जब आप अलग सेशन बनाते हैं तो यह सर्वर पर लोड कम करता है आदि आदि लेकिन स्वाभाविक रुप से हमें एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकल की सूचना अगली साइकल में याद नहीं रहती हैं यदि मैं अपने मेल या जीमेल अकाउंट पर लॉगइन हूं और मैंने अपना इनबॉक्स देखा है और मैं अपना पहला मेल देखना चाहता हूं पर सिस्टम को यह नहीं पता कि मैं लॉगइन हूं क्योंकि इस सेशन का रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकल पूर्ण हो चुका है और मैं एक नई रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिससे मैं पहला मेल देखूं और उस मेल का पूरा विवरण देखूं तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक रिक्वेस्ट से दूसरे में ले जाने में एचटीटीपी कठिनाई उत्पन्न करता है इसके उपाय को कुकी के नाम से जाना जाता है एक कुकी एक छोटा सा टेक्स्ट का भाग होता है जिसकी इंफॉर्मेशन से पहचान हो सकती है और यह ब्राउज़र और सर्वर के बीच घूमता रहता है पहली बार यह सर्वर द्वारा ब्राउज़र को भेजा जाता है फिर ब्राउज़र क्या करता है तो पहली बार ऐसा होता है तो जब हम लॉगइन हैं अपने ब्राउज़र में और जीमेल सर्वर द्वारा हमें कुकी मिलती है तो ब्राउज़र इस कुकी को अगली बार जब भी रिक्वेस्ट करें तब सर्वर को भेज सकता है ताकि लॉगइन किया हुआ व्यक्ति पहचाना जा सके ब्राउज़र इसको स्थानीय मेमोरी में रख सकता है और यह एचटीटीपी प्रोटोकोल का हिस्सा बन जाता है इस तरह से यह कुकी आती जाती रहती है तो हर एक बार जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं तो कुकी सर्वर को यह बताती है कि हां मैं पार्था प्रतिम दास हूं जोकि पहले से ही लॉगइन है अधिकृत है अपने मेल चेक करने के लिए कुकीज बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान करती हैं और यह वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इनका भंडारण सदा के लिए या फिर कुछ समय के लिए किया जा सकता है अब हम कुछ अन्य मुख्य तकनीकों को देखेंगे जो इस काम आती है उसमें पहली है जिसे सर्वलेट कहा जाता है सर्वलेट जैसा कि नाम से पता चलता है बुक से बनता है बुकलेट जो कि एक बहुत छोटी किताब के बारे में होता है वैसे ही बहुत छोटा सर्वर सर्वलेट कहलाता है यह एक जावा एप्लीकेशन है जो कुछ निश्चित काम कर सकती है यह एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक प्रकार है जब भी हम सरवर से रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर एक नया थ्रेड बनाता है उस थ्रेड में सर्वलेट चलता है और जैसे ही रिक्वेस्ट पूरी होती है थ्रेड बंद कर दिया जाता है यह एक सामान्य सर्वर सर्वलेट का दृश्य है जिसमें सर्वलेट में आप संभावित एचटीएमएल रिस्पांस का निर्माण कर रहे हैं यहां पर अलग अलग तरह का विवरण है इसे आप पढ़ सकते हैं यह एक उदाहरण हेतु प्रदर्शित सर्वलेट कोड है वास्तविकता में यह एक जावा का कोड है जो प्रिंट लाइन का ध्यान रखते हैं जिस पर हमने बात की थी तो इस तरह से वार्तालाप में मैं हमेशा पहचाना जाऊंगा और सर्वलेट यह निश्चित कर सकता है की सेशन चल रहा है या समाप्त हो गया यूज़र आईडी बहुत लोकप्रिय है आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा लेकिन और भी कई दूसरे सर्वर हैं अब सर्वलेट के साथ साथ एक दूसरी परिकल्पना और है जिसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहां जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को परिभाषित करते हैं और वह एचटीएमएल डॉक्यूमेंट उपयोग में लाया जा सकता है आपके पास उसके लिए कुछ इनपुट हो सकते हैं और उनके द्वारा सीधे तौर पर अंतर्निहित एसक्यूएल क्वेरीज की जा सकती है हमने एसक्यूएल क्वेरी बनाने की बात की और होस्ट लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज की आधारभूत प्रक्रिया की बात की और वह क्वेरी डेटाबेस क्वेरी सर्वर पर जाती है जहां से हमें उत्तर मिलता है और उत्तर को वहां भेजा जाता है जहां से वास्तविकता में क्वेरी आई थी इस प्रकार से हम आसानी से एचटीएमएल रिस्पांस लेते रहते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया इसे बहुत सरल बनाती है क्योंकि एचटीएमएल को समझना और भरना बहुत आसान है तो मैंने यह भी पूछा कि मैं लॉगइन हूं मेरे जीमेल अकाउंट में और मैंने इनपुट दिया है मेरा यूजर नेम और पासवर्ड जिससे मैं अधिकृत हो जाता हूं तब मुझे एक उत्तर मिलता है इसमें मैं अलग अलग टेबलो से जहां मैं अधिकृत हूं मेरे यूजरनेम पीपीडी सर्वाधिक लोकप्रिय हैं जेएसपी का उदाहरण कोड इस प्रकार दिखता है आप देख सकते हैं कि यह एचटीएमएल जैसा ही है लेकिन इसके भीतर कुछ जावा तो जब इसे चलाया जाएगा तो जो भी परिणाम आएगा तो वह एचटीएमएल की बॉडी को परिवर्तित कर देगा और एचटीएमएल में ही परिणाम आएगा एक और बहुत ही लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग की प्रक्रिया है जिसे पीएचपी कहा जाता है देखते हैं इसे कैसे करते हैं इसी प्रकार से आपके पास क्लाइंट के तरफ भी ऐसी स्क्रिप्ट हो सकती है उदाहरण के तौर पर अगर आपसे महीना मांगा जाए अंको में और आपने त्रुटि से 14 इनपुट में दे दिया तो अधिकांशत पेज आपको तत्काल त्रुटि दिखाएगा और कहेगा की 14 मान्य महीना नहीं है इस प्रकार से पुष्टि की जाती है उपयोगकर्ता की तरफ ब्राउज़र में कुछ छोटी छोटी स्क्रिप्ट चलती है जिनमें जावास्क्रिप्ट मुख्य है जोकि बिना डेटाबेस को एक्सेस किए तरह तरह की पुष्टि कर सकती है आप उदाहरण के तौर पर किसी ईमेल का मान्यकरण या पुष्टि क्लाइंट साइड पर ब्राउज़र पर नहीं कर सकते हैं परंतु छोटी छोटी चीजें जैसे कि मान्यडाटा फॉर्म या डाटा की रेंज आदि आदि की पुष्टि की जा सकती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको गलत महीने का नंबर जो कि 14 था उसे सर्वर पर भेजना पड़ेगा जिसकी सर्वर त्रुटि देगा जिसे आप वापस ठीक कर सकते हैं परंतु यह सारा काम आप स्थानीय तरीके से ब्राउज़र पर ही कर सकते हैं इस प्रकार से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का बहुत महत्व है फिर भी आपको यह भी याद रखना होगा कि अगर आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो उसके कई सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं क्योंकि ऐसा अवश्यंभावी है कि आप क्लाइंट साइड पर ब्राउज़र पर यह कर रहे हैं और हम अनजाने में या फिर द्वेषपूर्ण भाव से जिस मशीन पर ब्राउज़र चल रहा है उसी को नुकसान पहुंचा दें इस प्रकार से हमें बहुत तरह से ध्यान रखना होगा उदाहरण के तौर पर जावा एप्लेट जोकि एक और क्लाइंट साइड गणना करने का तरीका है फाइलों को लिखने से रोकता है आदि और जावास्क्रिप्ट जैसा कि मैंने कहां बहुत जगह इसका उपयोग है और यह इनपुट की पुष्टि जिसका कि मैंने उदाहरण दिया कर सकती है दिखाए गए पेज को बदल सकती है यह सर्वर से डाटा लेने के लिए बात कर सकती है आदि आप सबको जावास्क्रिप्ट से अपने आपको अवगत कराना चाहिए यह क्लाइंट साइड पर मेरे द्वारा उदाहरणों में दिए गए कार्य करने की बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है आप और पढ़ सकते हैं और आप जान पाएंगे कि यदि आप जावा जानते हैं तो जावास्क्रिप्ट बड़ी आसानी से सीख सकते हैं हमारे पास कई विकल्प है ऐसी चीजों को करने के किंतु जेएसपी का अपना एक स्थान है क्योंकि एक्टिव सर्वर पेजेस आधारित है वहीं जेएसपी उससे अच्छी है क्योंकि यह शुद्ध सर्वलेट के मुकाबले पोर्टेबल है जो हमने शुरुआत में बताया की जेएसपी उपयोग में लाने में सरल है क्योंकि जेएसपी की संरचना एचटीएमएल के जैसी है वही शुद्ध सर्वलेट में प्रत्येक एचटीएमएल टैग को प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट लाइन करनी होती है जोकि बहुत बोझिल है जेएसपी जावास्क्रिप्ट के मुकाबले एक अलग वस्तु है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट की तरफ ब्राउज़र में चलती है और जेएसपी सर्वर की तरफ चलती है जेएसपी स्थिर एचटीएमएल तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह परिवर्तनशील सूचना को भी संभाल सकती हैं इस प्रकार से हम इस व्याख्यान के अंत तक पहुंचते हैं इसमें हमने समझा की डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम की उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस की आधारभूत जरूरतें क्या हैं फिर हमने वेब की आधारभूत नामावलियों को समझा फिर हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मुख्य तकनीकों को जिनमें सर्वलेट और जावा सर्वर पेजेस मुख्य हैं उनको देखा